अब तक के व्याख्यानों में हमने जो चर्चा की है वह एक निकाय की संरचना है चाहे वह परमाणु संरचना हो या हमने एक सरल आवर्ती दोलक के ऊर्जा स्तरों पर चर्चा की हमने एक बॉक्स में कण पर भी चर्चा की और प्रारम्भ में यह बोहर मॉडल का उपयोग करके किया गया था प्रारम्भ में बोहर मॉडल का उपयोग करके परमाणु संरचना पर चर्चा की गई थी और इसने हमें कुछ चीजें सिखाईं जो हमें कोणीय संवेग और उन जैसी चीजों के लिए क्वांटम शर्तों को लागू करने की ओर ले गईं इसने हमें क्वांटम शर्तों को कोणीय संवेग के पदों में लागू करना सिखाया और फिर इसे विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटम शर्तों के लिए जो कि क्रिया के क्वांटीकरण के पदों में थी सामान्यीकृत किया गया और परमाणु संरचना और संबंधित स्पेक्ट्रम वर्णक्रम का विश्लेषण करके हम इलेक्ट्रॉन स्पिन और संबंधित चुंबकीय आघूर्ण के विचार को भी पेश करते हैं उस समय मैंने बताया था कि दिए गए कोणीय संवेग के लिए घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण से दोगुना है और यह सब आपने इसमें सीखा और अंत में हमने यह भी कहा कि पाउली अपवर्जन सिद्धांत नामक कुछ अस्तित्व में है जो कहता है कि किन्ही भी दो इलेक्ट्रॉनों में सभी क्वांटम संख्याएँ समान नहीं हो सकती हैं ध्यान दें इस सब में विकिरण की क्रियाविधि पर चर्चा नहीं की गई है इसमें केवल इतना ही कहा गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपरी स्तर से छलांग लगाता है मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन Eupper से Elower तो यह एक ऊर्जा E डेल्टा ई देता है जो एक फोटॉन के रूप में बाहर आती है और इसलिए बाहर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति ΔEh है यही सब कहा गया है यह नहीं कहा गया है कि वे कैसे विकिरित करते हैं कौन उन्हें विकिरित कराता है यह शास्त्रीय सिद्धांत के विपरीत है शास्त्रीय सिद्धांत और विकिरण क्रियाविधि के साथ इसकी तुलना करें और शास्त्रीय सिद्धांत को एक विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत या विद्युत् गतिकी से दिया जाता है जहां यह दिखाया जाता है कि एक त्वरित आवेशित कण विद्युत चुम्बकीय विकिरण विकिरित करता है इसलिए जब भी आपके पास एक आवेशित कण होता है तो यह विकिरण देता है लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में क्या होता है क्या क्रियाविधि होनी चाहिए और यह स्पष्ट नहीं था और इस दिशा में पहला कदम आइंस्टीन ने उठाया था और जो अब आइंस्टीन के प्रेरित उत्सर्जन के सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है इसने लेसरों के विकास की नींव भी रखी तो अगले दो व्याख्यान विकिरण के इस तंत्र और लेसरों के लिए लेसरों के परिचय के लिए समर्पित होने जा रहे हैं तो आइए देखें कि क्या होता है आइंस्टीन ने क्या किया आइंस्टीन ने कहा कि मान लीजिए कि दो ऊर्जा स्तर हैं आइए हम उन्हें ऊर्जा स्तर 1 E1 ऊर्जा के साथ और स्तर 2 ऊर्जा E2 के साथ कहते हैं अभी केवल दो स्तरों पर विचार करें फिर यदि कोई परमाणु ऊपरी अवस्था में है यदि किसी परमाणु या क्वांटम निकाय में ऊर्जा E2 है तो यह विकिरण देगा और निम्न ऊर्जा E1 में आ जाएगा यही वह है जिसे हम शास्त्रीय रूप से भी देखते हैं जो कुछ उत्साहित करता है जिसमें अधिक ऊर्जा होती है ऊर्जा देता है और निम्न ऊर्जा में आता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह है कि यह निचले स्तर पर आ रहा है संभाव्य है यह सांख्यिकीय है इसके नीचे आने की संभावना है तो आइंस्टीन ने इस विकिरण में संभाव्यता का विचार पेश किया मान लीजिए कि यह यादृच्छिक है यदि आप अपनी 12वीं कक्षा से याद करते हैं तो आपको रेडियोधर्मिता की परिघटना से परिचित कराया गया होगा जहां हम कहते हैं कि एक नाभिक एक संभाव्य तरीके से क्षय होता है जहां आप देखते हैं कि क्षय की दर λN है यह रेडियोधर्मिता से है इसी तरह से रेडियोधर्मिता हालांकि असंबंधित है आइंस्टीन ने जो कहा वह है इन दो ऊर्जा स्तरों E1 और E2 को लें तो E2 ऊर्जा वाला एक परमाणु समय Δt में प्रायिकता A21t के साथ विकिरित करेगा तो परमाणु के विकिरित करने की संभावना A21 t होने जा रही है और इसलिए यदि ऊर्जा E2 के साथ N2 परमाणु होते हैं N2 N2A21t परमाणु समय Δt में विकिरित होते हैं और ऊर्जा स्तर E1 तक नीचे आ जाते हैं और इसलिए आप लिख सकते हैं कि dN2dt A21N2 यह मुझे कैसे मिला इस तरह मैंने N2 t किया और यह A21 आया क्योंकि N2t A21 और 2 कम हो रहा है और इसे स्वतः विकिरण के रूप में जाना जाता है किसी ने परमाणु को ऐसा करने के लिए नहीं कहा इसने इसे अपने आप में एक स्वतःस्फूर्त माध्यम से किया हालांकि प्रति यूनिट समय की प्रायिकता निम्न ऊर्जा स्तर तक कम हो गई और ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा तो सभी परमाणु जो एक उच्च स्तर तक उत्तेजित हो गए हैं वे विकिरण करेंगे और निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाएंगे और दर इस तरह होगी इसलिए यदि आप इसे आरेखित करते हैं तो केवल यही चीज होती है तो मेरे पास dN2dt बराबर A21 N2 है और एक हल N2 N20 e A21t होने जा रहा है इसलिए यदि मैं समय t 0 पर केवल ऊपरी स्तर में परमाणुओं को add करता जोड़ता हूँ संख्या समय के साथ चरघातांकी रूप से इस तरह घटेगी जैसे कि यह समय है और यह N2 है क्षय स्थिरांक यह वक्र है e A21t की तरह साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि अगर मैं ऊर्जा पंप करूं तो क्या होगा सही है तो चलिए दूसरी बात लेते हैं कि क्या होता है यदि किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो वह ऊर्जा को अवशोषित करता है और ऊपरी ऊर्जा स्तर तक जाता है तो यह E1 से E2 ऊर्जा तक जाता है इसके लिए भी आइंस्टीन ने कहा कि यह एक संभाव्य प्रक्रिया है जिसमें परमाणुओं की संख्या यदि N1 है ऊपरी अवस्था में जा रही है तो वह विशेष आवृत्ति गुणा गुणांक B12 t के अनुरूप ऊर्जा के समानुपाती होगी यह प्रायिकता गुणा N1 होगा यह ठीक वैसा ही है जैसा हमने पहले कहा था तो इस uTB12 की विमा A21 की विमा के समान है तो A21 की विमा uTB12 के समान हैं जहां uT आवृत्ति νE2 E1h पर वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व है और परमाणु ताप T पर हैं तो ताप T पर कुछ ऊर्जा घनत्व मौजूद होता है और इससे ये परमाणु उत्तेजित होते हैं और वे ऊपर जाते हैं इसलिए मैं इस समीकरण को differential form अवकलनीय रूप में लिखूंगा यह dN1dt हो जाएगा जो कि uTB12N1 के बराबर हो जाएगा और यह वह है जो मैंने कहा है उनकी विमा समान है जिसे कि आप जांच सकते हैं क्योंकि dN2dt AN2 के बराबर था यदि ये केवल दो क्रियाविधि थी तो एक समस्या आती है मैं उसे दिखाता हूँ तो मैं पहले यह बता दूं यदि केवल स्वतः उत्सर्जन और ऊर्जा प्रेरित उत्तेजना विकिरण के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करने के लिए केवल दो क्रियाविधि थी तो समस्या होगी और समस्या क्या है मैं पहले यह बता दूं तो फिर से इन दो ऊर्जा स्तरों E2 और E1 को लें शुरू में यहाँ संख्या N1 और यहाँ N2 है ये अवशोषित कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं ऊपरी परमाणु नीचे आ रहे हैं इसलिए अगर मुझे उस दर की जांच करनी है जिस पर ऊपरी स्तर पर परमाणुओं की जनसँख्या बदल रही है तो यह A21N2 के बराबर होगा उसी समय यह परमाणु प्राप्त कर रहा है जो आद्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ रहे हैं और वह होगा uTN1B12 तो हमारे पास क्या है dN2dt A21N2 uTN1B12 के बराबर है और dN1dt dN2dt होगा जो A21N2 uTN1B12 के बराबर होगा क्योंकि N1 में परमाणुओं की संख्या में कमी हो रही है जो कि उत्तेजित हो रहें है और उत्तेजित अवस्था से आने वाले परमाणुओं को प्राप्त कर रहे हैं अब ताप T पर साम्यावस्था में इसलिए हमारे पास यह बॉक्स है जिसमें ये सभी परमाणु यहाँ हैं और वे साम्यावस्था में हैं और ताप T हमारे पास N2 और N1 समय से स्वतंत्र हैं अर्थात वे नहीं बदलते हैं क्योंकि यदि यह साम्यावस्था में है और इसका अर्थ है कि हमारे पास dN2dt is equal to dN1dt is equal to 0 है और यह मुझे देता है इसका अर्थ है A21N2 uTN1B120 तो हम जो लिख रहे हैं वह यह साम्यावस्था है हमारे पास A21N2 uTN1B120 है और इसलिए N2N1B12uTA21 तो यह परिणाम है यदि केवल ये दो क्रियाविधि हैं अब देखते हैं कि यदि हम ताप T को अनंत तक जाने देते हैं मूल रूप से यह बहुत बड़ा हो जाता है तब मुझे पता है कि uT T4 के समानुपाती है और यह भी ∞ पर जाता है और इसका अर्थ होगा कि N2N1 एक बहुत बड़ी संख्या होगी N2 N1 की तुलना में बहुत बहुत अधिक होगी तो आपके पास ऊपरी अवस्था में बड़ी संख्या में परमाणु उपस्थित होंगे लेकिन उष्मागतिकी रूप से लेकिन उष्मागतिकी से या अधिक सटीक रूप से सांख्यिकीय यांत्रिकी से बोल्ट्ज़मान परिणाम यह है कि N2N1 e EkT के बराबर होना चाहिए इसलिए यदि T अनंत तक जाता है तो N2 N1 तक जाता है वे बराबर हो जाते हैं तो उच्च स्तर पर आपके पास जितने परमाणु हो सकते हैं वह आद्य स्तर पर परमाणुओं की संख्या के बराबर है और इसलिए उन्हें समान रूप से बाँटा जाएगा और आपके पास दो स्तरों में परमाणुओं की कुल संख्या दो से विभाजित होगी दूसरी ओर इस परिणाम को देखें क्योंकि जब ताप बहुत अधिक हो जाता है उच्च अवस्था में परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और यह स्वीकार्य नहीं है यह एक विरोधाभास है हम इसे हल करते हैं उद्दीपित उत्सर्जन की अवधारणा को पेश करके इसे हल करते हैं और इसका अर्थ यह है कि यह विकिरण जो वहां है अगर यह अधिक से अधिक हो जाता है तो यह परमाणुओं को एक उत्तेजित स्तर से आद्य स्तर तक नीचे आने के लिए भी प्रेरित करेगा तो मान लीजिए कि E2 और E1 में परमाणु हैं और यह परमाणु N2 यहाँ बैठा है तो आपके पास जो पहले होगा वह हमने कहा कि dN2dt A21N2है इसके अलावा हम जो कहने जा रहे हैं इस बात की भी संभावना है कि यदि वर्णक्रमीय घनत्व uT का विकिरण है तो इससे परमाणु भी ऊपरी स्तर से निचले स्तर पर कूदेंगे तो विकिरण की उपस्थिति के कारण भी अधिक से अधिक परमाणु नीचे आतें है और इसे उद्दीपित उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है तो ताप बढ़ने पर क्या होगा u बड़ा हो जाता है न केवल उन परमाणुओं की संख्या जो ground state आद्य अवस्था या निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक जा रहे हैं बढ़ती है तो क्या परमाणुओं की संख्या ऊपरी स्तर से निचले स्तर पर आती है और इसलिए हम उचित साम्यावस्था प्राप्त कर सकते हैं तो अब हमारे पास समीकरण हैं जैसे कि dN2dt वे स्वतः उत्सर्जन के कारण क्षय हो जाते हैं और साथ ही उद्दीपित उत्सर्जन N2 प्लस कहीं भी निचले स्तर से परमाणु आ रहे हैं और वह होगा uTN1B12 और dN1dt dN2dt होगा और वह A21 uTN2B21 uTN1B12 होगा इसलिए हमने उद्दीपित उत्सर्जन के विचार को पेश किया है और देखते हैं कि क्या इससे उचित साम्यावस्था प्राप्त होती है तो हम फिर से यह कहने जा रहे हैं कि साम्यावस्था पर dN2dt dN1dt के बराबर है जो शून्य होने जा रहा है और देखते हैं कि वह मुझे क्या देता है तो dN2dt कुछ भी नहीं बल्कि A21B21uTN2B12uTN1 है और यह 0 के बराबर है जिसका अर्थ है कि N2 by N1 B12uTA21B21uT के बराबर है आइए देखें कि क्या होता है यदि ताप बहुत अधिक मान पर चला जाता है इसलिए यदि T अनंत पर जाता है तो uT भी अनंत पर जाता है और इसलिए इसका अर्थ है कि N2 N1 को B12uTB21uT के रूप में लिखा जा सकता है जो कि B12B21 के बराबर है जो कि परिमित संख्या है इतना ही नहीं यह भी इंगित करता है कि चूँकि N2 N1 T के अनंत पर जाने के लिए 1 पर जाता है कि B21 B12 भी 1 के बराबर है या B21 B12 इसलिए न केवल एक उद्दीपित उत्सर्जन का विचार सांख्यिकीय परिणाम सुरक्षित रखता है कि N2 N1 e ukT है यह आपको एक नई क्रियाविधि भी देता है जिसके द्वारा यह साम्यावस्था बनाए रखता है और वह है ये उद्दीपित उत्सर्जन परमाणुओं पर पड़ने वाले विकिरण जिनमें से कुछ बाहर निकल जाते हैं और जिनमें से कुछ निम्न ऊर्जा अवस्था में होते हैं न केवल उन्हें ऊपरी अवस्था में ले जा सकते हैं बल्कि ऊपरी अवस्था में स्थित परमाणुओं को नीचे भी ला सकते हैं तो यह उद्दीपित उत्सर्जन की अवधारणा है आप उद्दीपित करते हैं कि आपको परमाणु नीचे की ओर आने के लिए मिलता है अब हम इस पर आगे काम करते हैं अब आप देखेंगे कि समान परिणाम B21 बराबर B12 सांद्रता के लिए भी आएगा तो अब हमारे पास N2N1 है जो कि B12uTA21B12uT है और यह e EkBT के बराबर होना चाहिए जहां kB बोल्ट्जमान स्थिरांक है और यह मुझे B12uT eEkBT देता है A21B12uT पद एक ही तरफ के बराबर है और यह आपको uT जो A21B12eEkBT B21 के बराबर है देता है जिसे आगे A21B21B12eEkBTB21 1 लिखा जा सकता है तो इस परिणाम को ध्यान में रखें कि उद्दीपित उत्सर्जन और स्वतः उत्सर्जन के गुणांक इस प्रकार हैं कि वे इस रूप में uT देते हैं अब प्लैंक के सूत्र से हम जानते हैं कि uT 8πh3c3ehνkT 1 के बराबर है यह प्लैंक का सूत्र है तो मुझे इसे भी बॉक्स करने दें और आप दोनों की तुलना परमाणु विकिरण अन्तःक्रिया के विचारों से करते हैं हमें uT मिलता है जो A21B21B21 eEkT 1 के बराबर है और प्लैंक का सूत्र आपको uT 8πh3c3ehνkT 1 देता है और इसका तत्क्षण तात्पर्य है कि A21B21 8πh3c3 के बराबर है और B12 बराबर B21 और डेल्टा E hν के बराबर है इसलिए हमने न केवल उद्दीपित और स्वतः उत्सर्जन के विचार को पेश किया है बल्कि आपको बोहर की स्थिति भी मिली है E बराबर h है जब विकिरण बाहर आता है तो यह एक फोटॉन के रूप में आवृत्ति बराबर ΔE के साथ बाहर आता है तो सब कुछ ठीक हो गया है इसलिए यह समझने की दिशा में एक बड़ी छलांग थी कि विकिरण कैसे होता है इसमें आइंस्टीन विकिरण की संभाव्य प्रकृति के विचार का भी परिचय देते हैं जो शास्त्रीय सिद्धांत में है कि इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर घूमता है या जब भी यह त्वरित होता है तो यह निरंतर रूप से विकिरण देता है जब हम कण या क्वांटम प्रकृति और इलेक्ट्रॉन को ऊपरी अवस्था में मानते हैं छलांग लगाने की एक सीमित non zero probablity गैर शून्य संभावना है या परमाणु में कूदने की एक non zero probablity गैर शून्य संभावना है यह प्रक्रिया सांख्यिकीय है और संभाव्यता द्वारा वर्णित है आइए अब इसे थोड़ा और आगे देखें तो उम्मीद है कि अब तक आप स्वतः उत्सर्जन और उसके संबंधित गुणांक A21 और उद्दीपित उत्सर्जन के साथ संबंधित गुणांक B21 के विचार से परिचित और सहज हो गए हैं B21 B12 के बराबर है और ऊर्जा स्तर का अंतर विकिरण की आवृत्ति से hν के माध्यम से संबंधित है तो चलिए अब देखते हैं हमने जो पेश किया है वह यह है कि dN2dt ऊपरी अवस्था में एक परमाणु के नीचे आने की दर होती है और जब यह नीचे आता है तो यह फोटॉन देता है तो एक बात जो हम यहां से समझते हैं वह है नंबर एक कि विकिरण की तीव्रता A21 गुणांक पर निर्भर करेगी क्योंकि यदि आप छोड़ते हैं और ऊपरी स्तर पर परमाणु होते हैं तो यह अधिक से अधिक परमाणु निम्न स्तर पर संक्रमण करेगा यदि A21 बड़ा है अत तीव्रता अधिक होगी यदि A21 छोटा है तो आने वाली तीव्रता कम होगी नंबर दो A21 एक उत्तेजित या ऊपरी स्तर के जीवन काल से संबंधित है आइए समझते हैं कि कैसे यदि आप ऊपरी स्तर पर बहुत सारे परमाणुओं N2 पर विचार करते हैं जब वे विकिरित करतें हैं तो शुरू में विकिरण strong शक्तिशाली होने वाला है और धीरे धीरे यह exponentially तेजी से नीचे आ जाएगा धीरे धीरे यह नीचे आता है यदि आप केवल 1 परमाणु पर विचार करते हैं तो इसकी प्रति इकाई समय में क्षय होने की संभावना है जो कि 1 के बराबर है अब तीव्रता कम हो जाती है यदि आप बाहर आने वाले विकिरण को देखते हैं तो यह शुरुआत में बड़े आयाम का होगा और धीरे धीरे क्षय होगा तो मुझे यह वक्र बनाने दें यह लाल वक्र e A21t जैसा होने वाला है और अब हम इसे हार्मोनिक ऑसिलेटर सरल आवर्ती दोलक से सम्बंधित करने जा रहे हैं मान लीजिए कि इससे विकिरण आ रहा है एक दोलक और इलेक्ट्रॉन आगे और पीछे दोलन करतें है जब यह विकिरण करेगा तो ऊर्जा नीचे जाएगी कम होगी और धीरे धीरे यह आयाम नीचे जाएगा कम होगा और फूरियर सिद्धांत से मुझे पता है कि जब भी इस तरह की कोई प्रोफ़ाइल होती है तो संबंधित आयाम और आपको वापस जाने और उन्हें पढ़ने के लिए आग्रह करेंगे हार्मोनिक ऑसीलेटर मुख्य आवृत्ति 0 के आसपास आवृत्तियों के लिए गैर शून्य है जो इस λ से c के रूप में संबंधित है लेकिन यह उस 0 के पास कुछ फैलाव के साथ अशून्य गैर 0 है सही है तो और चूंकि तीव्रता इस तरह नीचे जा रही है तो दोलक का जीवनकाल और हमारे केस में दोलक उत्तेजित अवस्था में परमाणु है 1A या 1γ है अवमंदन गुणांक है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसे e A21t के रूप में लिख सकता हूँ और साथ ही e tτ जहां 1A21 है और यह आपको life time जीवनकाल देता है और यह भी इसी से संबंधित है जिसे मैं यहां फिर से plot आरेखित करता हूँ कि यदि आप बाहर आने वाले प्रकाश की प्रोफाइल को देखते हैं तो इसकी अधिकतम तीव्रता या अधिकतम आयाम 0 पर होगा लेकिन इसकी चौड़ाई भी होगी और यह चौड़ाई A21 या क्षय गुणांक से संबंधित होने वाली है तो यह चौड़ाई मुझे A21 का मान देती है यह जीवनकाल से भी संबंधित है और प्रयोगात्मक रूप से यदि हम जीवनकाल निर्धारित करते हैं तो यह A देता है तो आइए इसकी जांच करें इसलिए हमने अभी जो कहा है वह यह है कि परमाणु को उसके सांख्यिकीय अर्थ में एक अवमंदित आवर्ती दोलक की तरह माना जाता है तो एक परमाणु वास्तव में इस तरह का विकिरण देता है नीचे जाता है तो क्षय स्थिरांक A21 है और तीसरा इसलिए जीवनकाल 1A21 है और चौथा A21 तीव्रता बनाम आवृत्ति वक्र की चौड़ाई भी है तो इनके माध्यम से मैं यह निर्धारित कर सकता हूँ कि A21 क्या होगा तो अब मैं आपको उत्तेजित अवस्थाओं के जीवनकाल की कोटि बताता हूँ कोटि 10 8 से 10 9 सेकंड है और इसलिए इसका अर्थ है कि दो स्तरों के बीच A 108 से 109 के कोटि का है दूसरी बात जो आपने इसके बारे में नोटिस की ये गुणांक यह है कि A21 8πh3c3 B21 या B21 A213 के समानुपाती है तो उच्च आवृत्तियों पर B21 कम हो जाता है इसका अर्थ है A21 के समान मान के लिए कम आवृत्तियों की तुलना में छोटा हो जाता है इसलिए उच्च आवृत्तियों पर भले ही आपको निकाय सिस्टम पर प्रकाश डालना हो स्वतः उत्सर्जन हावी हो जाएगा इसलिए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे सारांशित करके हम इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं एक परमाणु विकिरण अन्तःक्रिया संभाव्यता या सांख्यिकीय नियमों द्वारा नियंत्रित होती है दो स्वतः उत्सर्जन के साथ साथ प्रेरित उद्दीपित उत्सर्जन की भी संभावना है तो उत्तेजित परमाणु या एक परमाणु और ऊपरी अवस्था पर प्रकाश को चमकाकर आप इसे विकिरित कर सकते हैं तो न केवल भिन्नता हमें एक परमाणु या एक क्वांटम निकाय सिस्टम द्वारा अवशोषित करने देती है यह एक परमाणु को अधिक विकिरणित भी कर सकती है क्योंकि यदि आप इसे विकिरण करने के लिए stimulate उद्दीपित करते हैं तो अधिक विकिरण निकलेगा और यह आधार बनाता है यह लेसरों का आधार बनता है जिसके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे